एक कार्यशील मसौदा प्राप्त करना एक पेटेंट का मसौदा तैयार करने से पहले एक पेटेंट का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्लाइंट या आविष्कारक से काम का खुलासा करना होता है एक कार्यशील मसौदा प्राप्त करना एक पेटेंट का मसौदा तैयार करने से पहले एक पेटेंट का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्लाइंट या आविष्कारक से काम का खुलासा करना होता है कार्य प्रकटीकरण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कार्य प्रकटीकरण एक पूर्व कला खोज की नींव के साथ साथ एक पेटेंट आवेदन को प्रारूपित करने की नींव होता है कार्य प्रकटीकरण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कार्य प्रकटीकरण एक पूर्व कला खोज की नींव के साथ साथ एक पेटेंट आवेदन को प्रारूपित करने की नींव होता है हमने देखा कि आईडीएफ की पहचान करने और उस पर कब्जा करने के लिए एक बुनियादी दस्तावेज है हमने देखा कि आईडीएफ की पहचान करने और उस पर कब्जा करने के लिए एक बुनियादी दस्तावेज है यह आविष्कार के दायरे को समझने के लिए उपयोगी और सक्षम है यह आविष्कार के दायरे को समझने के लिए उपयोगी और सक्षम है हमने देखा था कि एक आईडीएफ पर भी कब्जा कर लिया गया है हमने देखा था कि एक आईडीएफ पर भी कब्जा कर लिया गया है यदि आईडीएफ के माध्यम से नहीं तो आपका विकल्प आविष्कारक का साक्षात्कार करना है यदि आईडीएफ के माध्यम से नहीं तो आपका विकल्प आविष्कारक का साक्षात्कार करना है यह व्यक्तिगत या फोन पर हो सकता है यह व्यक्तिगत या फोन पर हो सकता है यह प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से हो सकता है और आपके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों के आधार पर आप आगे के प्रश्न पूछ सकते हैं यह प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से हो सकता है और आपके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों के आधार पर आप आगे के प्रश्न पूछ सकते हैं इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास सभी जानकारी है जो एक कार्य प्रकटीकरण के लिए आवश्यक योग्यता है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास सभी जानकारी है जो एक कार्य प्रकटीकरण के लिए आवश्यक योग्यता है एक प्रकटीकरण जो आपको एक पूर्व कला खोज को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम करेगा और स्वयं पेटेंट विनिर्देशन का प्रारूपण शुरू करेगा एक प्रकटीकरण जो आपको एक पूर्व कला खोज को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम करेगा और स्वयं पेटेंट विनिर्देशन का प्रारूपण शुरू करेगा जैसा कि एक आईडीएफ में सवाल पूछने में ध्यान केंद्रित करना होता हैवैसे ही साक्षात्कार के दौरान ध्यान आविष्कारशील कदम की पहचान करना है जैसा कि एक आईडीएफ में सवाल पूछने में ध्यान केंद्रित करना होता हैवैसे ही साक्षात्कार के दौरान ध्यान आविष्कारशील कदम की पहचान करना है आविष्कारशील कदम पर ध्यान केंद्रित है क्योंकि आविष्कारशील कदम वह है जो अंत में आविष्कार को देखेगा आविष्कारशील कदम पर ध्यान केंद्रित है क्योंकि आविष्कारशील कदम वह है जो अंत में आविष्कार को देखेगा तो आविष्कारशील सुविधाओं को गैर आविष्कारशील सुविधाओं से समझने और अलग करने में ध्यान केंद्रित होना चाहिए तो आविष्कारशील सुविधाओं को गैर आविष्कारशील सुविधाओं से समझने और अलग करने में ध्यान केंद्रित होना चाहिए आविष्कारशील कदम दावे को प्रारूपित करने में महत्वपूर्ण होगा आविष्कारशील कदम दावे को प्रारूपित करने में महत्वपूर्ण होगा इसके अलावा आपको आविष्कार के विवरण और पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मिलेगी इसके अलावा आपको आविष्कार के विवरण और पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मिलेगी आप आदर्श रूप से आविष्कारक को एक दस्तावेज या जानकारी के एक टुकड़े के लिए पूछ सकते हैं जो क्षेत्र में ज्ञान का खुलासा करता है आप आदर्श रूप से आविष्कारक को एक दस्तावेज या जानकारी के एक टुकड़े के लिए पूछ सकते हैं जो क्षेत्र में ज्ञान का खुलासा करता है आप इसे एक डोमेन लेख कह सकते हैं ताकि आप क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझ सकें आप इसे एक डोमेन लेख कह सकते हैं ताकि आप क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझ सकें ग्राहक द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर आप एक ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ग्राहक द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर आप एक ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आगे के प्रश्न पूछे जाते हैं आगे के प्रश्न पूछे जाते हैं यह ईमेल के आदान प्रदान के माध्यम से भी हो सकता है लेकिन ऑनलाइन प्रश्नावली भी संभव है यह ईमेल के आदान प्रदान के माध्यम से भी हो सकता है लेकिन ऑनलाइन प्रश्नावली भी संभव है आप कुछ व्यापक प्रश्न पूछते हैं आविष्कार के क्षेत्र को संभावित वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं आप कुछ व्यापक प्रश्न पूछते हैं आविष्कार के क्षेत्र को संभावित वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आपके पास पहले के प्रश्नों से प्राप्त उत्तर के आधार पर प्रश्न हैं और फिर आपके पास पहले के प्रश्नों से प्राप्त उत्तर के आधार पर प्रश्न हैं यदि आप इसका एक नमूना देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे एक नमूना काम करता है यदि आप इसका एक नमूना देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे एक नमूना काम करता है